सबका स्वागत है तो हम उत्तरदायित्व लेखांकन की अवधारणा पर चर्चा कर रहे हैं और मैंने आपसे इन राज्य विद्युत बोर्डों की अवधारणा पर चर्चा की जो बहुत खराब वित्तीय स्थिति में थे क्योकि यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं था कि कौन उत्पादन हेतु उत्तरदायी है कौन संचरण हेतु उत्तरदायी है और कौन वितरण हेतु उत्तरदायी है लेकिन अब इस पुरे बोर्ड पूरी बिजली कंपनी को विभिन्न उत्तरदायित्व केंद्रों में बाँट दिया गया है और इन तीनो कार्यों उत्पादन संचरण और वितरण को स्पष्टतः अलग कर दिया गया है हम यह पता लगाने में सक्षम हैं कि क्या उत्पादन स्तर पर कोई समस्या है या संचरण स्तर पर कोई समस्या है या वितरण स्तर पर कोई समस्या है यानि हमने यहां चीजों को बहुत स्पष्ट कर दिया है और अब बिजली बोर्डों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है क्योंकि ग्राहकों अंतिम उपयोगकर्ताओं को वितरित की गई बिजली का राजस्व संग्रह में सुधार हुआ है ठीक है एक बार जब इसमें सुधार हो गया है तो संचरण कंपनियों उत्पादन कंपनियों को राजस्व तो समग्र प्रक्रिया में सुधार हुआ है समान अवधारणा उत्तरदायित्व लेखा की है या उत्तरदायित्व केंद्रों की व्यापार संगठनो जब आप पूरे फर्म को इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित करते हैं या पूरे फर्म को इकाइयों और उप इकाइयों में बाँटते है उप विभाजित करते हैं तो आप पता लगाने में सक्षम हैं कि वहा समस्या है अर्थात समस्या सिर्फ वहां है कमियां सिर्फ वहा हैं जिन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है और जब आप कमियों को ठीक कर देते हैं तो निश्चित रूप से अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो आप यह भी जान सकते हैं यदि कोई तय स्तर तक नहीं कर रहा है तो आप यह भी जानने में सक्षम हैं और कोई व्यक्ति बहुत बेहतर करने में सक्षम है तो आप उसे प्रेरित करें प्रोत्साहित करें और आप उसे पुरस्कृत करें अन्य व्यक्ति जो ऐसा करने में सक्षम नहीं है जो योगदान करने में सक्षम नहीं है जो वांछित मात्रा में देने में सक्षम नहीं है तो आप उस स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं और रिसाव या कमियों को दूर कर सकते हैं यानि यह पूरी प्रणाली बेहतर उन्नत और मजबूत होगी अतः मैं यहाँ कहूंगा कि उत्तरदायित्व केंद्र एक प्रबंधक या प्रबंधकों या अन्य कर्मचारियों के एक समूह को सौंपी गई गतिविधियों का एक समूह है एक प्रबंधक प्रबंधकों के समूह और अन्य कर्मचारियों को इसे उत्तरदायित्व केंद्र कहा जाता है और मैंने आपसे उत्तरदायित्व केंद्रों की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की है अब हम उत्तरदायित्व लेखांकन की बात करेंगे मूलतः उत्तरदायित्व लेखांकन का उपयोग यह जानने हेतु किया जाता है कि प्रत्येक उद्देश्य के लिए संगठन का कौन हिस्सा प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है हमारे अनेक उद्देश्य हैं हमें सामग्री खरीदना है यह एक उद्देश्य है दूसरा है हमें सामग्री को ठीक से प्राप्त करना है और उसे संग्रहीत करना है दूसरा उद्देश्य फिर हमें विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं को सामग्री जारी करनी होगी प्रक्रिया एक दो तीन चार तब यह एक और उद्देश्य है फिर सामग्री को उत्पादन सयंत्र से या तो बाजार या गोदाम जाना पड़ेगा यह एक और है तो इन विभिन्न गतिविधियों के लिए कौन उत्तरदायी है यह स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित है अतः प्रत्येक उद्देश्य के लिए संगठन का कौन हिस्सा प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है जैसे संगठन के उप इकाईयों और उत्तरदायित्व केन्द्रों द्वारा प्रदर्शन मापक और लक्ष्य का निर्धारण इन मापकों को प्राप्त करना और रिपोर्ट की डिजाईन बनाना तो इसका उपयोग यह पहचानने के लिए किया जाता है कि संगठन के कौनसे हिस्से के पास प्रत्येक उद्देश्य का प्राथमिक उत्तरदायित्व है जैसे संगठन के उप इकाई या उत्तरदायित्व केंद्रों द्वारा प्रदर्शन मापक और लक्ष्य का निर्धारण इन मापकों को प्राप्त करना और इन मापको की रिपोर्ट की डिजाईन बनाना अब उत्तरदायित्व केंद्रों के प्रकार मैंने पहले ही आपको संक्षेप में बताया था कि तीन प्रकार के उत्तरदायित्व केंद्र होते हैं एक लागत केंद्र है और लागत केंद्र का लागत प्रबंधक इस उत्तरदायित्व केंद्र के लिए उत्तरदायी होता है दूसरा लाभ केंद्र है लागत केंद्र अर्थात विभिन्न केंद्र जो संगठन में आगत के लिए उत्तरदायी हैं सही है संगठन में विभिन्न आगतों और फिर लाभ केंद्र अर्थात वे जो निर्गत को उत्पादन के स्थान से बाजार में बिक्री के स्थान पर ले जाने के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें लाभ केंद्र के रूप में जाना जाता है ठीक है और निवेश केंद्रों के पास राजस्व व्यय और निवेश का उत्तरदायित्व होता है इसलिए लागत केंद्र प्रबंधक केवल लागतों के लिए जवाबदेह है लाभ केंद्र के प्रबंधकों के पास राजस्व के साथ साथ लागतों को भी नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व होता है क्योंकि राजस्व को भी नियंत्रण में रखना पड़ता है तय स्तर तक और लागत को नियंत्रण में रखना पड़ता है अतः इसका अर्थ है कि आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लाभ हो रहा है और निवेश केंद्र बहुत बड़े होते हैं जो आपके राजस्व आपके खर्च आपके निवेश का पूरा ध्यान रखते हैं मोटे तौर पर हम इस बारे में बात करते हैं कि कंपनी के समग्र प्रदर्शन या समग्र वितरण और विनिर्माण प्रक्रिया में कैसे सुधार किया जाये और कितना महत्वपूर्ण प्रासंगिक निवेश की आवश्यकता है उस निवेश को सुनिश्चित करना होगा और निवेश केंद्र उन विभिन्न अवसरों की पहचान करते रहता है जहाँ अलग अलग संभावनाओं को खोजा जा सके और निवेश किया जा सके संगठन के बढ़िया कार्य करने के लिए लाभ केंद्र राजस्व की लागत से तुलना करता है और लागत केंद्र केवल आगतो की लागत के लिए उत्तरदायी होता है जिसे एक उत्पाद के लिए उसे एक आकार देने के लिए या उसका निर्माण करने के लिए खर्च करना पड़ता है तब फिर हम अब प्रदर्शन के मापको के बारे में बात करते हैं इस उत्तरदायित्व केंद्र और लेखांकन के बाद हम प्रदर्शन मापको की बात करते हैं और प्रदर्शन के विभिन्न मापक हैं आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रदर्शन के कौन कौन से मापक हैं अच्छा प्रदर्शन मापक संगठन के लक्ष्यों से संबंधित होगा अच्छे प्रदर्शन मापक संगठन के लक्ष्यों से जुड़े होंगे दीर्घकालीक और अल्पकालिक चिंताओं को संतुलित करेंगे प्रदर्शन अर्थात अल्पकालिक प्रदर्शन को प्राप्त करना और दीर्घकालिक प्रदर्शन की प्राप्ति को सुनिश्चित करना प्रमुख कार्यों और गतिविधियों के प्रबंधन को प्रतिबिंबित करता है कर्मचारियों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है अच्छा प्रदर्शन मापक संगठन के लक्ष्यों से संबंधित होगा दीर्घकालिक और अल्पकालिक चिंताओं को संतुलित करेगा प्रमुख कार्यों और गतिविधियों के प्रबंधन को प्रतिबिंबित करेगा कर्मचारियों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है तो विभिन्न प्रदर्शन मापक हमें किस प्रकार का कच्चा माल खरीदना है कहां से खरीदना है सामग्री की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए सामग्री की प्रति इकाई के लिए हमें क्या कीमत चुकानी चाहिए फिर निर्माण प्रक्रिया में यह विनिर्माण कैसे किया जाना है उत्पादन की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए और फिर इसे बाजार में कैसे बेचना चाहिए ताकि यह न्यूनतम समय में अधिकतम लोगों तक पहुंच सके कम लागत में और अन्य सभी प्रकार की चीजें सही है इसलिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रदर्शन मापको की पहचान करनी होगी प्रबंधकों और कर्मचारियों के कार्यों से प्रभावित होना चाहिए प्रबंधकों और कर्मचारियों का मूल्यांकन और पुरस्कृत करने में उपयोग किया जाना चाहिए यथोचित निरपेक्ष और आसानी से मापनीय हो और इसे लगातार और नियमित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए वे प्रदर्शन मापको की कुछ और विशेषताएं हैं विभिन्न प्रदर्शन मापक जिनकी हम पहचान कर रहे हैं जिनका हम उपयोग करने जा रहे हैं और विकसित करने जा रहे हैं वे हैं कई हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं भी हैं कि वे प्रबंधकों और कर्मचारियों से प्रभावित होने चाहिए हम प्रबंधकों और कर्मचारियों का मूल्यांकन और पुरस्कृत करने में उपयोग करते हैं यथोचित निरपेक्ष हों आसानी से मापनीय हो और हम लगातार और नियमित रूप से उपयोग करते हों और फिर हमारे पास कुछ आप इसे गैर वित्तीय मापक कह सकते हैं गैर वित्तीय मापक मूल रूप से अर्थात जब आप बात करते हैं क्योंकि सभी मापकों को आप वित्तीय और गैर वित्तीय में विभाजित कर सकते हैं वित्तीय मापक निवेश से संबंधित हैं वे लागत से संबंधित हैं वे लाभ से संबंधित हैं सही है और अंतिम उद्देश्य यह है कि हमने कितना निवेश किया था उस उत्पादन को करने या सेवा को प्रदान करने की क्या लागत थी हमें कितना प्रतिफल मिला वे सभी मापक जो अधिकतम निर्गत सुनिश्चित करते हैं उन्हें वित्तीय मापक कहा जाता है इसके अलावा कुछ गैर वित्तीय मापक भी होने चाहिए और गैर वित्तीय मापक सेवा की गुणवत्ता के संदर्भ में होते हैं बिक्री पश्चात् ग्राहकों को सेवा लोगों के लिए वितरण प्रक्रिया की प्रभावकारिता और दक्षता इसलिए हमारा काम सिर्फ उत्पाद का निर्माण उत्पाद बेचना लोगों पर सेवा की जिम्मेदारी टालना उनसे पैसे वापस ले लेना उत्पाद की बिक्री के बाद उनकी फिक्र नहीं करना नहीं है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए इसे नियमित निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए अतः कुछ बिक्री पश्चात के मापक समान रूप से महत्वपूर्ण हैं उदाहरण के लिए हमने यहां कुछ उदाहरण दिए हैं एटी एंड टी यूनिवर्सल कार्ड कंपनी ग्राहक पूछताछ प्रक्रिया के लिए अठारह प्रदर्शन मापको का उपयोग करती है यह अमेरिका में एक दूरसंचार कंपनी है और उन्होंने विभिन्न अठारह मापको का उपयोग अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखने और खुश रखने और उन्हें महत्व प्रदान करने के लिए किया है इसी तरह सैमसंग और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के लिए न्यूनतम तीन कार्य दिवस अधिकतम तीन कार्य दिवस लेते हैं सुदूर क्षेत्र में अधिकतम तीन कार्य दिवस लगते हैं उदाहरण के लिए यदि किसी ने दिल्ली से रंगीन टीवी खरीदा है और उस टीवी का उपयोग भारत के सबसे दूरस्थ हिस्से में किया जा रहा है तो एक आदमी को उस स्थान तक पहुंचना होता है जब उत्पाद ठीक से काम नहीं करता है अगर उसे सेवा की आवश्यकता होती है अगर इसकी कंपनी या कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा जांच की आवश्यकता होती है जब आप इलेक्ट्रॉनिक शिकायत प्रणाली पर शिकायत दर्ज करते हैं तो व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में अधिकतम समय वे तीन दिनों के भीतर पहुंच जाते हैं और स्थानीय क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में अर्ध शहरी क्षेत्रों में वे कुछ घंटों के भीतर पहुंच जाते हैं तो अब आपने देखा होगा कि इसके बाद यानि भारत में बहु राष्ट्रीय संस्कृति आने के बाद ग्राहक सेवा में निश्चित रूप से सुधार हुआ है पहले ऐसी स्थिति थी यदि आप एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खरीदते थे जैसे शायद एक रंगीन टीवी या रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन खरीदते हैं और वह बिगड़ जाता है तो कोई नहीं है आपकी बात सुनने के लिए विक्रेता आपकी बात नहीं सुनेगा कंपनी का कोई उचित सेवा केंद्र उपलब्ध नहीं है और कंपनी के स्तर पर कोई आपको सुनने वाला नहीं है तो या तो आपको उत्पाद को फेंकना होता था या अतिरिक्त पैसे देकर आपको उसी व्यक्ति द्वारा इसे ठीक कराना पड़ता था जिसने आपको इसे बेचा था लेकिन अब इस बहुराष्ट्रीय संस्कृति में उन्होंने यह किया है कि उन्होंने दो चीजों को अलग किया है एक है बिक्री अलग है बाजार में उत्पाद कोई और बेचेगा वे कंपनियों के वितरक और विक्रेता हैं सेवा पूरी तरह से अलग है कंपनी के उचित विनिर्देशों के तहत कंपनी के सेवा केंद्र कुछ निजी व्यक्तियों को सौप दिए जाते हैं इसलिए जब आप कोई उत्पाद खरीदते हैं और इसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है आप इसे सुधरवाना या इसकी मरम्मत कराना चाहते हैं तो ग्राहक सेवा केंद्र का एक शुल्क रहित टेलीफोन नंबर होता है आप बस उस नंबर पर कॉल करें यानि विक्रेता कॉल नहीं उठाता है सेवा केंद्र कॉल उठाता है और सेवा केंद्र के लोग कहते हैं ठीक है क्या समस्या है क्या उत्पाद वारंटी के भीतर है या वारंटी के बाहर और यथा संभव जो भी हो हम करेंगे इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है इसका मतलब है कि ये सब क्या है वे क्यों कर रहे हैं क्यों वे अपने ग्राहक की इतनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं क्योंकि वे बाजार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं उन्हें न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में व्यापार करना है अतः ग्राहक सेवा में सुधार हुआ है और दो उत्तरदायित्व केंद्र बनाए गए हैं एक बिक्री केंद्र है और दूसरा बिक्री पश्चात सेवा केंद्र है तो इसका मतलब है दोनों मामलों में बिक्री पश्चात सेवा केंद्र दोनों मामलों में लोग संतुष्ट हैं सही है इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं यहां तक कि अन्य कंपनियों ने भी शायद आपने वहां देखा होगा उदाहरण के लिए अब भारत में यह संस्कृति आ गई है कि ये बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनियां अगर कुछ कारों को बेचती हैं और कुछ या बहुत सारी कारों में कुछ विनिर्माण दोष पाया जाता हैं तो कभी कभी ग्राहक को भी यह नहीं पता होता है कि मेरी कार में कुछ खराबी है लेकिन कंपनी को यह पता है कि इस पूरे समूह में कुछ खराबी है और वे सभी वाहनों को बाजार से वापस बुला लेते हैं वे वाहन वापस भेजने के लिए उन्हें भुगतान करते हैं वे पेट्रोल की भुगतान करते हैं वे दोष का मुफ्त में मरम्मत करते हैं और वे ग्राहक को सूचित करते हैं कि अगर भविष्य में भी कोई समस्या आती है कोई भी दोष सामने आता है हम आपकी सहायता के लिए आपकी सेवा करने के लिए यहां है अर्थात ये सब क्या है यह ग्राहकों की बेहतर सेवा करने की संस्कृति है ग्राहक को अपना मालिक मानते हुए और समग्र रूप से संगठन के प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं तो इसका मतलब है कि यह एक प्रकार का प्रदर्शन मापक है या प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली को सुनिश्चित करने का एक तरीका है फिर गैर वित्तीय मापक अक्सर ख़राब गैर वित्तीय प्रदर्शन का प्रभाव वित्तीय मापको में दिखाई नहीं देते हैं जब तक कि काफी नुकसान नहीं हो जाता यदि उदाहरण के लिए हम बाजार में उत्पाद बेच रहे हैं लेकिन अपने ग्राहकों की देखभाल नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा धीरे धीरे लोग निराश होने लगेंगे वे उत्पाद का उपयोग बंद कर सकते हैं बाजार में यह खबर फैल सकती है कि इस कंपनी के उत्पाद को न खरीदें यह अच्छा नहीं है और यदि यह बिगड़ जाता है तो वे आप पर ध्यान नही देने वाले हैं वे आपका ख्याल रखने वाले नहीं हैं यह मूल रूप से दोष है यह मूलतः बिक्री पश्चात सेवा की कमी है यह मूलतः ग्राहक सेवा में कमी है लेकिन उसका प्रभाव अब वित्तीय प्रभाव में परिवर्तित हो रहा है गैर वित्तीय प्रभाव के वित्तीय प्रभाव होते हैं वित्तीय कारण हैं और वे समस्या पैदा करने जा रहे हैं इसलिए उस समय जब हमें पता चलता है और जब हम उसका पोस्टमार्टम विश्लेषण करते हैं कि यह समस्या क्यों आई मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण हानि हो चुकी है और अ कंपनी के मौजूदा ग्राहक पहले ही नई कंपनी में स्थानांतरित हो गए हैं या नए आपूर्तिकर्ता में और वे पहले से ही इस कंपनी के पूर्व ग्राहक बन गए हैं और उन ग्राहकों को अपनी तिजोरी में वापस लाना कभी कभी अत्यंत कठिन हो जाता है इसलिए हमें एक अच्छी तरह से परिभाषित सुसज्जित प्रदर्शन मापक की आवश्यकता है और एक प्रणाली जिसे बहुत प्रभावी प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है जो पूरी प्रक्रिया का प्रभावी और सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने में हमारी मदद कर सकता है ठीक है और फिर यहाँ हम किस बारे में बात करते हैं हमें उसकी बात करनी है अगर आप चाहते हैं इसका मतलब है कि अपने ग्राहकों के बारे में सावधान रहें यदि आप प्रभावी प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको बेहतर प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली प्रभावी प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली के इन तीन महत्वपूर्ण स्तंभों को देखना होगा जहां एक है गुणवत्ता दूसरा है उत्पादकता तीसरा है संतुष्टि गुणवत्ता का अर्थ है कि आप जो भी उत्पाद बनाते हैं वह गुणवत्तापूर्ण उत्पाद होना चाहिए अब आप देखते हैं कि अर्थात यदि आप भारत के विभिन्न बाजारों विभिन्न उत्पादों को देखते हैं आप किसी भी उत्पाद के बारे में बात करें आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें आप बिजली के उत्पादों की बात करें आप बात करते हैं यहां तक कि कार उद्योग यहां तक कि आप दो पहिया वाहन उद्योग की बात करते हैं सर्वत्र आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति या आमद देखते हैं वास्तव में यह बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की लोगों तक पहुँच बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाओं की लोगों तक पहुंच के रूप में परिवर्तित हुई है और अंततः ये सब हुआ है क्योंकि आपूर्ति पक्ष सुधरा है निर्माता और आपूर्तिकर्ताओं के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है इसलिए प्रत्येक निर्माता का समग्र जोर गुणवत्ता पर है यहां तक कि सेवा क्षेत्र में भी जैसे मोबाइल टेलीफोन बात करें जब बाजार में कई खिलाड़ी होते हैं तो अब वे बहुत सावधान रहते हैं कि आपके आवाज की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो आपकी इंटरनेट गति बहुत अच्छी हो सबका कहना है कि संचार सेवाएं बहुत प्रभावी और तेज़ हैं हम सर्वोत्तम तरीके से ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम हैं पहले एक विभाग था जिसे दूरसंचार विभाग के रूप में जाना जाता था और वह भारत में टेलीफोन सुविधा का एकमात्र विक्रेता था अर्थात शायद ही वे किसी तरह की सेवा देते थे या शायद ही वे ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते थे आज हर क्षेत्र में चाहे विनिर्माण हो या सेवा क्षेत्र हर जगह आप बेहतर गुणवत्ता बेहतर उत्पाद खोजते हैं और इसके लिए वे यह कर रहे हैं कि वे अपने ग्राहकों को खुश रखना चाहते हैं वे अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखना चाहते हैं और इसके लिए वे पहले गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं जो गुणवत्ता आप दे रहे हैं और उसकी जो कीमत आप ले रहे हैं उनके बीच बराबरी होनी चाहिए यदि आप ग्राहकों को महत्व नहीं दे रहे हैं आप एक ग्राहक को एकाध बार मूर्ख बना सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं वह अगली बार आपके पास वापस नहीं आएगा और आपकी नहीं सुनेगा या आपके उत्पाद को खरीदना नहीं पसंद करेगा और यह खबर बहुत तेजी से बाजार में फैलेगी अतः गुणवत्ता एक बहुत बढ़िया प्रभावी नियंत्रण प्रणाली प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करने की शुरुआती प्रक्रिया है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैर वित्तीय मापको में से एक है यही गुणवत्ता है दूसरा उत्पादकता है जब आप संगठन की उत्पादकता में सुधार करते हैं तो इसका पहला प्रभाव उत्पादन की कम लागत के रूप में सामने आता है और जब उत्पादन की लागत नियंत्रण में होती है घटती है तो निश्चय ही कीमत कम होगी और यदि आप ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद बहुत कम या प्रतिस्पर्धी मूल्य पर देने में सक्षम हैं तो उस स्थिति में आपके ग्राहक संतुष्ट रहते हैं आपके ग्राहक हमेशा आपके साथ रहते हैं वे कंपनी के प्रति वफादार रहते हैं अतः ग्राहक भी संतुष्ट हैं कंपनी भी संतुष्ट है दोनों जीत की स्थिति में हैं यानि जब आप उत्पादकता के बारे में बात करते हैं तो हम उत्पादकता को आगत निर्गत अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं आगतो की दी गई मात्रा के लिए हम कितना निर्गत प्राप्त कर पाए हैं अतः यदि आपकी निर्माण प्रक्रियाएं कुशल हैं यदि आपके आगत कुशल हैं तो अवश्य आप बेहतर निर्गत की अपेक्षा कर सकते हैं आप उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले निर्गत की अपेक्षा कर सकते हैं और यदि निर्गत बढ़ता है निर्गत की गुणवत्ता बढ़ती है कीमत घटती है तो अवश्य यह सब बेहतर आगत निर्गत अनुपात और बाजार में बेहतर उत्पादकता के कारण हुआ है और अंत में यदि आपकी गुणवत्ता अच्छी है यदि उत्पादकता तय स्तर तक है तो निश्चय ही उत्पादकता का प्रभाव गुणवत्ता के साथ साथ कीमत पर भी पड़ेगा तो क्या होगा जब आप अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की सेवा दे रहे हैं तो वे संतुष्ट ग्राहक होंगे और यदि वह एक संतुष्ट ग्राहक है तो निश्चित रूप से दीर्घकाल में आप लाभान्वित होंगे इसलिए इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में हम गुणवत्ता उत्पादकता और संतुष्टि के बारे में बात करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शन मापक हैं और किसी भी संगठन में प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत मजबूत स्तंभ हैं फिर परिणामों की निगरानी और रिपोर्टिंग है परिणामों की निगरानी और रिपोर्टिंग का अर्थ है कि प्रतिपुष्टि और अधिगम प्रबंधन नियंत्रण प्रणालियों के केंद्र है और नियोजन और नियंत्रण प्रक्रिया के सभी बिंदुओं पर यह महत्वपूर्ण है कि प्रबंधन और कर्मचारियों के सभी स्तरों पर और यहां तक कि ग्राहकों के साथ भी प्रभावी संचार मौजूद हो यदि आपके पास प्रभावी सूचना मापक नहीं हैं और कहीं सूचना अवरोध या संचार बाधा है तो इसका अर्थ है कि निचले स्तर के कर्मचारी मध्यम स्तर या शीर्ष स्तर के प्रबंधन को जो बताना चाहते हैं वह उन तक नहीं पहुंच रहा है अतः उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है और अगर उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता है तो अंततः वे बहुत ही कठिन स्थिति में चले जाते हैं और ढेरों असंतुष्ट कर्मी हो जाते हैं और आप समझ सकते हैं कि असंतुष्ट कर्मियों से आप क्या उम्मीद कर सकते है यह पहला है दूसरी बात यह है जब आप ग्राहकों और कंपनी के बीच या कंपनियों के कर्मचारियों के बीच संचार के बारे में बात करते हैं कभी कभी बाजार अनुसंधान कंपनियों से उस जानकारी को खरीदने के लिए कंपनियां बड़ी राशि खर्च करती हैं हमारे ग्राहक हमारे बारे में कैसा अनुभव करते हैं हमारे ग्राहक हमारे उत्पादों के बारे में क्या सोचते हैं हमारे ग्राहक बाज़ार में हमारी समग्र प्रतिष्ठा के बारे में कैसा अनुभव करते हैं ये सूचनाये अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए कभी कभी कंपनी के अपने अनुसंधान और विकास विभाग उस जानकारी को एकत्र करते हैं और कभी कभी वे स्वयं ऐसा नहीं करते हैं वे इस प्रक्रिया को आउटसोर्स कर देते हैं और अंत में वे बाजार अनुसंधान कंपनियों से यह जानकारी खरीदते है जो बाजार में विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की सफलता या विफलता या विभिन्न कंपनियों के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी एकत्र करते रहते हैं और ये सूचनाएं संगठन में महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करने के लिए बहुत उपयोगी है फिर हम सफल संगठनों और उपलब्धियों के मापको एक सफल संगठन और उपलब्धियों के मापको के बारे में बात करते हैं अब यह पिरामिड आपको यह समझने में मदद करेगा कि एक सफल संगठन क्या है और उन संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तरीके क्या हैं अब सबसे पहले हम संगठनात्मक अधिगम के साथ शुरू करते हैं यह सबसे बड़ा यहां सबसे मजबूत भाग यहां सबसे मजबूत स्तंभ है और संगठनात्मक अधिगम किसी भी संगठन में लागू करने के लिए किसी भी सुधार या प्रभावी नियंत्रण प्रणाली का आधार है तो इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते रहना होगा राजस्व को देखते रहना होगा और फिर कर्मचारियों की संतुष्टि भी यहां महत्वपूर्ण है सबसे पहले आपको अपने कंपनी में अपने संगठन के भीतर आंतरिक हितधारकों को बहुत संतुष्ट रखना होगा हमारे पास दो महत्वपूर्ण हितधारक हैं आतंरिक और बाह्य आंतरिक हितधारक आपके कर्मचारी आपके आपूर्तिकर्ता यहां तक कि मध्य स्तर के प्रबंधन और यहां तक कि आपके कुछ सलाहकार भी जो आंतरिक रूप से संगठन के भीतर कुछ काम करते हैं यदि वे सभी संतुष्ट हैं आपके आपूर्तिकर्ता जो आपको आगतों कच्चे माल की आपूर्ति कर रहे हैं वे संतुष्ट हैं उन्हें समय पर भुगतान होता है उन्हें पूर्व निर्धारित नियम और शर्तें के अनुसार उचित भुगतान होता है ठीक है यदि हर तरह से आपके कर्मचारियों का ध्यान रखा जाता है उन्हें उचित तरह से प्रशिक्षित किया जाता है उन्हें सभी उचित लाभ दिए जाते हैं तो वे प्रेरित रहेंगे इसी तरह आप अपने कुल राजस्व की बात करते हैं यानि लक्ष्य तय करके फिर सर्वश्रेष्ठ आगत दे कर और प्रदर्शन को कुल उत्पादन के रूप में माप कर और नियमित रूप से उस आगत निर्गत अनुपात और उत्पादकता संबंधो का ध्यान रखना यह दूसरी महत्वपूर्ण चीज होगी और कर्मी संतुष्टि अंक कर्मियों के संतुष्टि अंक की गणना दूसरी बात होगी तो अगर आप इसे व्यापक मजबूत अर्थात इस पिरामिड के सबसे व्यापक घटक को मजबूत करते हैं तो क्या होगा उसका अगला प्रभाव होता है और यह प्रभाव व्यवसाय प्रक्रिया सुधार के रूप में होता है व्यवसाय प्रक्रिया सुधार उनकी व्यावसायिक प्रक्रिया में सुधार होने वाला है आपके चक्र का समय कम होने वाला है आपके दोष कम होने वाले हैं और आपकी गतिविधि लागत कम होने वाली है वे नियंत्रण में रहेंगे अतः आपने पहले स्तभ पर पहले आधार स्तर पर पैसा खर्च किया इसलिए आपको दूसरे स्तर पर बेहतर परिणाम मिले अतः जो भी अतिरिक्त राशि हमने पहले स्तर पर निवेश किया है उसने दूसरे स्तर पर परिणाम दिए है और आपकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है फिर एक बार जब आपकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार होता है तो आपके संगठन से बाहर आने वाला उत्पाद सर्वश्रेष्ठ है उस उत्पाद की कीमत सर्वश्रेष्ठ है यदि बिक्री पश्चात सेवा अच्छी है और आप चक्र का समय घटाते हैं आप उत्पाद के दोषों को दूर करते हैं और आप उन गतिविधियों की लागत को नियंत्रित रखते हैं तो इन सभी लाभों को ग्राहकों को दिया जा सकता है और जब आप ग्राहकों को ये लाभ देते हैं तो ग्राहक संतुष्ट रहते हैं और आप समझ सकते हैं कि एक संतुष्ट ग्राहक किसी भी संगठन का सबसे मजबूत स्तंभ होता है बाजार में अच्छी सफलता का कारण होता है और एक संतुष्ट ग्राहक फर्म का संगठन का स्थायी समर्थक होता है क्योंकि अंततः हम अपने ग्राहकों के लिए बाजार में हैं और अगर हमारे ग्राहक खुश नहीं हैं अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं हैं तो अंततः उस संगठन का व्यवसाय में होने के मूल उद्देश्य की हार है इसलिए हम संगठन में अधिगम के साथ शुरू कर रहे हैं उस ज्ञान की प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं फिर हम उसे बेहतर व्यावसायिक प्रक्रियाओं में परिवर्तित कर रहे हैं और फिर हम ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करते हैं और फिर एक बार जब ये तीनो स्तंभ अत्यंत सुदृढ़ हो जाते हैं फिर अंततः समग्र वितीय सामर्थ्य अर्थात यह संगठन के बेहतर समग्र वित्तीय प्रदर्शन में परिवर्तित हो जाता है और कंपनी की वित्तीय ताकत उत्पाद की लाभप्रदता और ब्याज और कर पूर्व राजस्व के रूप में सुधर जाती है अतः हर संगठन हर फर्म का अंतिम उद्देश्य यह होता है कि हमें अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहना होगा सर्वश्रेष्ठ उत्पाद का उत्पादन सबसे अच्छी सेवा देना और फिर अंत में बहुत ही प्रतिस्पर्धी कीमत पर ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ निर्गत सर्वश्रेष्ठ उत्पाद देना अतः यदि आप ऐसा करते हैं अर्थात आपने एक बहुत अच्छी बहुत प्रभावी प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली बनाई है और इसके परिणामस्वरूप आपके ग्राहक संतुष्ट हैं आपके कर्मचारी संतुष्ट हैं तो प्रदर्शन सर्वोत्तम है उत्पाद सर्वोत्तम है सेवा सर्वोत्तम है और समग्र रूप से आपकी बिक्री अधिकतम होगी बाज़ार में पहुँच अधिकतम होगी और संगठन की समग्र शक्ति सुधरेगी यह बेहतर बढ़िया वित्तीय प्रदर्शन बिक्री में वृद्धि लागत में कमी और संगठन के लाभ में सुधार में दिखेगा और जब संगठन की लाभप्रदता में सुधार होता है अत्यधिक नैतिक प्रणालियों पर काम करते हुए तो संगठन का समग्र प्रदर्शन बढ़ जाता है तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे अगली तकनीक जो हमें एक अत्यंत प्रसिद्ध हार्वर्ड आचार्य रॉबर्ट कपलान द्वारा दी गई है और उन्होंने प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली को सुनिश्चित करने हेतु एक और तकनीक का सुझाव दिया है और वह तकनीक संतुलित स्कोरकार्ड की है यह तकनीक संतुलित स्कोरकार्ड की है इसका अर्थ है कि हर संगठन के लिए एक स्कोरकार्ड होना चाहिए हमारे पास अलग अलग यानि प्रदर्शन क्षेत्रों की पहचान होनी चाहिए और हमें अपने प्रदर्शन मापको का मूल्यांकन करते रहना होगा और हमें सभी मापको को कुछ अंक देने होंगे और अंत में हमें अपने संगठन के कुल अंक का पता लगाना होगा इसे संतुलित स्कोरकार्ड कहा जाता है अर्थात हर चीज को वांछित महत्व देना चाहिए योग्य महत्व यदि आप वह वांछित महत्व या योग्य महत्व देते हैं तो निश्चित रूप से आपके संगठन का प्रदर्शन संतुलित रहेगा तो संतुलित स्कोरकार्ड एक प्रदर्शन मापक और रिपोर्टिंग प्रणाली है जो वित्तीय और गैर वित्तीय यानि परिचालन मापको के बीच एक संतुलन बनाता है यह प्रदर्शन को पुरस्कार से जोड़ता है यह प्रदर्शन को पुरस्कारों से जोड़ता है और यह संगठनात्मक लक्ष्यों की विविधता को स्पष्ट मान्यता देता है तो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं संतुलित स्कोरकार्ड एक प्रदर्शन मापक और रिपोर्टिंग प्रणाली है जो वित्तीय और गैर वित्तीय यानि परिचालन मापको के बीच एक संतुलन बनाता है दोनों महत्वपूर्ण हैं वित्तीय मापक महत्वपूर्ण हैं गैर वित्तीय मापक भी महत्वपूर्ण हैं और यह दोनों को समान महत्व देता है ठीक है क्योंकि यदि आपका उत्पादन बेहतर है अर्थात उत्पादन बेहतर है तो निश्चित रूप से लागत नियंत्रण में होगी और बिक्री मूल्य भी नियंत्रण में होगा अतः वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों मापक महत्वपूर्ण हैं यह प्रदर्शन को पुरस्कार से जोड़ता है और यदि समग्र प्रदर्शन सुधरता है तो हम निश्चित ही अपने कर्मचारियों को पुरस्कृत कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो हमें बेहतर और बढ़िया निर्गत देने के लिए उत्तरदायी हैं और यह संगठनात्मक लक्ष्यों की विविधता को स्पष्ट मान्यता देता है हमारे पास विभिन्न लक्ष्य हैं सर्वोत्तम उत्पादन गुणवत्ता उत्पादन अधिकतम संभव सीमा तक लोगों को बेचना और फिर बिक्री पश्चात सर्वोत्तम सेवा देना है और यदि आप उन सभी जुड़े हुए और परस्पर जुड़े उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं तो अंततः हम क्या करने जा रहे हैं हम अपने सभी हितधारकों आंतरिक और बाह्य के संदर्भ में एक अत्यंत सफल संगठन होने जा रहे हैं हर कोई संतुष्ट है हर कोई कंपनी के प्रदर्शन से खुश है और हर कोई उस संगठन के साथ काम करके धन्य अनुभव कर रहा है ठीक है तो बस मैंने संतुलित स्कोरकार्ड पर चर्चा शुरू की है तो संतुलित स्कोरकार्ड क्या है यह कैसा दिखता है कैसे हम संतुलित स्कोरकार्ड बना सकते हैं विभिन्न प्रदर्शन मापक कौन कौन से हैं और स्कोरकार्ड के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलु क्या हैं इनके बारे में मैं आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूंगा